पिछले व्याख्यान में मैंने बाईं या दाईं ओर जाने वाली तरंगों के लिए समीकरण के लिए तरंगों से शुरू होने वाले तरंग समीकरण का वर्णन किया जो ∂f∂x±1v∂f∂t द्वारा दिया गया था जिसे एक साथ combine करके जोड़कर एक तरंग समीकरण 2fx2 1v22ft20 द्वारा दिया गया था और हमने कहा कि सामान्य हल यह हो सकता है कि तरंग दायीं ओर यात्रा कर रही हो तरंग बाईं ओर यात्रा कर रही हो और रैखिक संयोजन हो तो द्वितीय कोटि के समीकरण का एक सामान्य हल कुछ फलन fx vtgxvt है मैं इसे कुछ फलन ft xvgtxv के रूप में भी लिख सकता हूँ ध्यान दें कि यह combination संयोजन इस समीकरण का हल नहीं हो सकता है यह उनके लिए नहीं हो सकता है यह या तो t xv या txv है इसलिए केवल जब आप उन्हें combine संयोजित करतें हैं तो यह आपको दोनों तरफ बाईं ओर दाईं ओर जाने वाली तरंगों के संयोजन की संभावना देता है जो अप्रगामी तरंग नामक concept अवधारणा को जन्म देता है और मुझे इसका वर्णन करने दें मान लीजिए मेरे पास हल yxt कुछ आयाम sinkx ωt ज्यावक्रीय तरंग के रूप में दिया गया है यह एक तरंग है जो दाईं ओर travel यात्रा कर रही है मेरे पास एक और तरंग भी है तो मैं इसे y1 कहता हूँ मेरे पास एक और तरंग y2xt भी है जिसका आयाम बिल्कुल समान है सिवाय इसके कि यह बाईं ओर travel यात्रा करती है तो यह kxωt होने जा रहा है मेरे पास समान आयाम की दो तरंगें हैं और जो किसी भी बिंदु पर बाईं ओर और दाईं ओर travel यात्रा करती हैं तो मान लीजिए कि वे एक डोरी पर travel यात्रा कर रहे हैं किसी भी बिंदु पर कुल yxt दो का combination संयोजन होने जा रहा है ठीक है वहाँ बिंदु यह नहीं जानता कि यह उस विस्थापन में y1 विस्थापन या y2 विस्थापन पर होना चाहिए और यह Asinkx ωtsinkxωt होने जा रहा है जो कि Asinkx cosωt coskx sinωtsinkx cosωtcoskx sinωt है और तुरंत ध्यान दें कि term पद Cosωt cancel रद्द करें और मुझे जो उत्तर मिलता है 2A sinkx cosωt यह कुल विस्थापन है आइए इसे ध्यान से देखें और देखें कि इसका क्या अर्थ है तो मेरे पास yxt 2A के बराबर है जिसे मैं फिर से किसी प्रकार का आयाम A कहने जा रहा हूँ अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मेरे पास A sinkx cosωt है आइए हम प्रश्न पूछें क्या यह एक प्रगामी तरंग को प्रदर्शित करता है और उत्तर है नहीं क्योंकि एक प्रगामी तरंग में फलन x vt या fxvt का functional form फलनात्मक रूप होता है x और t उस संयोजन में आते हैं तो यह एक प्रगामी तरंग नहीं है तो यह क्या दर्शाता है आइए इसे आरेखित करने का प्रयास करें तो मान लीजिए कि समय t0 पर हम देखते हैं कि समय t 0 पर Cosωt 1 होने वाला है और इसलिए यह पूरी चीज़ एक ज्या फलन की तरह दिखने वाली है और समय बीतने बढ़ने के साथ क्या होता है ऐसा होता है कि प्रत्येक बिंदु आगे पीछे आवृत्ति के साथ आगे पीछे दोलन करता हुआ जाता है तो सभी बिंदु इन 2 बिंदुओं के बीच दोलन करते हैं ठीक है तो सभी बिंदु इस डोरी पर कोई भी बिंदु आगे और पीछे दोलन कर रहे हैं और विक्षोभ न तो बाईं ओर जा रहा है और न ही दाईं ओर आप इसमें देखते हैं मान लीजिए मैं एक डोरी लेता हूँ इसे दो सिरों के बीच बांधता हूँ और इसे एक विस्थापन देता हूँ और बस आगे पीछे चला जाता है तो कुछ भी travel यात्रा नहीं होती है यह एक stationary wave अप्रगामी तरंग या standing wave अप्रगामी तरंग स्थिर तरंग है जैसा कि आपने अपनी बारहवीं कक्षा में सीखा होगा तो आवश्यक रूप से एक standing wave अप्रगामी तरंग का रूप x के कुछ फलन गुणा किसी अन्य फलन t के रूप का होता है यह separable पृथक करने योग्य है यह combination संयोजन x vt या xvt में नहीं आता है और ऐसा लगता है जैसे प्रत्येक बिंदु आगे और पीछे दोलन कर रहा है यह आवर्त गति प्रदर्शित कर रहा है जो कि एक standing wave अप्रगामी तरंग है इसलिए यदि मैं तरंग समीकरण को देखता हूँ जो 2fx2 1v22ft20 है तो यह हल स्वीकार करता है जो हैं नंबर 1 तरंगें जो प्लस x दिशा की यात्रा करती हैं नंबर 2 तरंगें जो माइनस x दिशा की यात्रा करती हैं और नंबर 3 अप्रगामी तरंगें ये तरंगें हैं जो आगे पीछे दोलन करने वाले बिंदुओं में एक स्थान पर बाहर निकलती हैं आइए अब हम अप्रगामी तरंगों को थोड़ा और ध्यान से देखें और अब मैं जो करने जा रहा हूँ वह यह है कि अप्रगामी तरंगों के संदर्भ में मैं आयगेन फलनों और आयगेन आवृत्तियों का परिचय देने जा रहा हूँ Eigen आयगेन एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है उचित तो चलिए अब मैं उस विचार का परिचय देता हूँ तो आइए इस समीकरण को तरंग समीकरण को देखें जो 2fx2 1v22ft20 है और मैंने कहा यह इस तरह के हल fx t को स्वीकार करता है अब हम XxT कहते हैं जहां x बड़े X का फलन है X केवल x का फलन है और बड़ा T केवल t का फलन है और यह अप्रगामी तरंग है क्योंकि x और t xvt या x vt के combination संयोजन में नहीं आते हैं और अब T को periodic पीरियाडिक और इससे अधिक periodic harmonic पीरियाडिक हार्मोनिक होने के लिए कहें इसका अर्थ है शुद्ध आवृत्ति के साथ दोलन करना शुद्ध आवृत्ति के साथ अर्थात एकल आवृत्ति के साथ इसका अर्थ है मैं चाहता हूँ कि t कुछ sinωt या cosωt के रूप में है जो sinωt के समान है जो सामान्य रूप से मैं दोनों को combine संयोजित कर सकता हूँ और इसे complex notation सम्मिश्र संकेतन का उपयोग करके sin⁡ωt के रूप में लिख सकता हूँ इसे कभी कभी exponential घातीय के रूप में भी लिखा जाता है तो मेरे पास sin ωt या cosωt या sin⁡ωt या कुछ eiωt हो सकता है वे सब एक ही चीज़ हैं उनका आवर्ती फलन शुद्ध एकल आवृत्ति ओमेगा है लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि इस केस में d2Tdt2 T2 के बराबर होने जा रहा है जिसे आप आसानी से जांच सकते हैं आपने इसे सरल आवर्त गति के संदर्भ में सीखा है कि एक शुद्ध आवृत्ति हम समय के सापेक्ष द्वितीय अवकलज लेते हैं यह आपको 2t देता है और इसलिए तरंग समीकरण 2ft2 बन जाता है मुझे इसे पहले पूरी तरह से लिखने दें पहला 1v22ft20 d2Xdx2 हो जाता है T यहाँ रहता है 1v22Tt2 0 के बराबर है ओह मैंने यहाँ एक गलती की है मुझे इस हरे रंग की चीज़ को complete derivative पूर्ण अवकलज के रूप में लिखना चाहिए था क्योंकि t केवल समय पर निर्भर करता है और यह मुझे Td2Xdx22v2XT0 देता है तो एक एकल आवृत्ति के लिए और मैं इस अप्रगामी तरंग पर जोर देने जा रहा हूँ अप्रगामी क्योंकि मैंने x और t भागों को seprate अलग कर दिया है मेरे पास समीकरण Td2Xdx22v2XT0 है या मैं पूरे T को बाहर ले कर के cancel रद्द कर सकता हूँ और मेरे पास d2Xdx2k2X0 है और हमें याद है कि यह k है जिसे तरंग संख्या के रूप में जाना जाता है जिसे v के रूप में दिया जाता है जो कि 2 के समान है तो निश्चित रूप से यह x t समय निर्भरता के फलन के रूप में अप्रगामी तरंग के विस्थापन के लिए समीकरण है जैसे sin⁡ωt या complex notation सम्मिश्र संकेतन का उपयोग करके eiωt जो समय निर्भरता है तो final solution अंतिम हल Xeiωt है यह अंतिम उत्तर है अब क्या यह मुझे पुनः विस्थापन देता है तो अप्रगामी तरंगें d2Xdx2k2X0 है अब मैं आपको केवल यह याद दिलाना चाहता हूँ कि एक अवकलन समीकरण एक solution हल देता है जो boundary conditions सीमा प्रतिबंधों शर्तें द्वारा तय किया जाता है मुझे इसे समझाने दें आप इस समीकरण को देखते हैं d2Xdx2k2X0 बहुत ही सरल समीकरण है इसका solution हल है कि आप X AsinkxBcoskx लिख सकते हैं जहां A और B अज्ञात स्थिरांक हैं तो solution हल वास्तव में तब तक ज्ञात नहीं है जब तक मैं A और B को नहीं जानता A और B को जानने के लिए मुझे boundary conditions सीमा प्रतिबंध शर्त जाननी होगी तो A और B boundary condition सीमा प्रतिबंध शर्त से तय होते हैं एक बार जब आप boundary condition सीमा प्रतिबंध शर्त निर्धारित कर लेते हैं तो A और B तय हो जाते हैं तो वह नंबर 1 है इसलिए boundary condition सीमा प्रतिबंध शर्त के बिना solution हल वास्तव में निश्चित नहीं है यह कुछ arbitrary solution स्वेच्छ हल है नंबर 2 तो एक मैंने देखा है कि solution हल boundary conditions सीमा प्रतिबंधों शर्तें द्वारा तय किया जाता है मुझे एक और बिंदु बनाने दें और यह बहुत महत्वपूर्ण है मैं इसे उदाहरण के द्वारा दिखाऊंगा कि किसी भी k मान के लिए सभी k के लिए संभव boundary conditions सीमा प्रतिबंधों शर्तें के अनुरूप solution हल है क्या यह संभव है और उत्तर है नहीं केवल k के कुछ मानों के लिए ही solution हल संभव हैं इसका क्या अर्थ है कि तय solution हल केवल k के कुछ मानों के लिए संभव है अन्य k मानों के लिए boundary conditions सीमा प्रतिबंधों शर्तें संतुष्ट नहीं हैं तो A और B को तय नहीं किया जा सकता है और इस केस में k के इन विशेष मानों को आयगेन मानों के रूप में जाना जाता है ये आयगेन मान हैं जो आयगेन आवृत्तियों के रूप में संबंधित आवृत्तियों और आयगेन फलन के रूप में संगत हल हैं तो मैं इसे संक्षेप में बताता हूँ तो 2fx2 1v22ft20 अप्रगामी तरंग solution हल स्वीकार करता है जो नंबर 1 है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि मेरे पास fx t केवल x के फलन और केवल t के कुछ फलन के रूप में हो सकता है और तीसरा एकल आवृत्ति के लिए solution हल T eiωt के रूप का हो सकता है जिसमें sin cosine और सब कुछ शामिल है और समीकरण d2Xdx2k2X0 बन जाता है और अंत में हमने लिखा कि यह समीकरण k के कुछ मानों के लिए दी गई boundary conditions सीमा प्रतिबंधों शर्तें को संतुष्ट करता है तो और इन्हें आयगेन मानों के रूप में जाना जाता है और अब एक उदाहरण मैं दोनों सिरों पर बंधी हुई एक डोरी लूंगा तो मेरे पास एक डोरी है जो 2 सिरों पर बंधी है इसमें तनाव T है और mass per unit length द्रव्यमान प्रति यूनिट लंबाई के बराबर है तो इस तरंग की speed गति √T है यह आप बारहवीं कक्षा से जानते हैं यह हमारी चिंता नहीं है अगर मैं इस पर दो अप्रगामी तरंगें रखना चाहता हूँ और अप्रगामी तरंगें क्या करेंगी तो वे मूल रूप से आगे और पीछे दोलन करेंगी आपने बारहवीं में किया है लेकिन मैं इसे इन अप्रगामी तरंग समीकरण के परिप्रेक्ष्य से देखना चाहता हूँ जो हमने लिखा है तो वह समीकरण d2Xdx2k2X0 होने जा रहा है जो मुझे किसी x पर XxAsinkxBcoskx देता है और boundary conditions सीमा प्रतिबंधों शर्तें क्या हैं boundary conditions सीमा प्रतिबंधों शर्तें है कि Xx x0 पर शून्य होना चाहिए और Xx xL पर शून्य होना चाहिए जहां L डोरी स्ट्रिंग की लंबाई है यह बाईं ओर बिंदु x0 है और दाईं ओर बिंदु xL है आइए हम इस solution हल में boundary condition को substitute प्रतिस्थापित करें तो XAsin0Bcos0 है जो B के बराबर है यह x0 पर है और वो 0 होना चाहिए अर्थात B 0 और इसलिए लंबाई L की यह डोरी जो दो सिरों के बीच बंधी हुई हैं के लिए मेरा solution हल XxAsinkx है जो दो सिरों पर 0 के solution हल होने के अनुरूप है लेकिन अभी भी मैंने किया नहीं है तो हमने अभी Xx00 की मांग करके इस पर अमल किया है दूसरी boundary condition के बारे में क्या है जो कहता है कि XxL0 और इसका मतलब है कि AsinkL 0 होना चाहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि A क्या है यह arbitrary स्वेच्छ k के लिए संतुष्ट नहीं होगा यह केवल तभी संतुष्ट होता है जब kLnπ होता है या k मैं इसे knnπL के रूप में लेबल करूंगा तो आप देखते हैं कि यह boundary condition k के केवल कुछ मानों के लिए संतुष्ट हैं और यह k का आयगेन मान है संगत आयगेन आवृत्तियों के लिए हमने देखा है कि k और कुछ नहीं बल्कि v है और इसलिए ω kv है और ये होंगी k nπLT है मुझे इसे आपकी बारहवीं कक्षा से जो कुछ भी आप पहले से जानते हैं उससे संबधित करने दें knnπL 2 भी है जो आपको तुरंत बताता है कि 2Ln है यह आप बारहवीं कक्षा से जानते हैं और संगत आवृत्ति ये आयगेन आवृत्ति हैं मुझे इन आवृत्तियों को n के रूप में लेबल करने दें तो जो मैंने आपको बताया है वह यह है कि जब मैं स्थायी अवस्था हल खोज रहा हूँ ये विशुद्ध आवृत्ति के लिए नहीं हैं ये किसी भी आवृत्ति के लिए संतुष्ट नहीं हैं लेकिन कुछ आवृत्तियां जिन्हें आयगेन आवृत्तियों के रूप में जाना जाता है और संगत हल अब XxAsinknx होने जा रहा जो कि आयगेन फलन है इसी तरह का solution हल करने की कोशिश आप इन खुले ऑर्गन पाइपों के लिए कर सकते हैं आप जानते हैं ऑर्गन पाइप जो एक छोर पर खुले हैं या ऑर्गन पाइप जो दोनों छोर पर खुले हैं यह आपने अपनी बारहवीं कक्षा में देखा है और आप सम्बद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं और इनके लिए आयगेन आवृत्तियों को प्राप्त कर सकते हैं और इसलिए यह दोनों सिरों पर खुला पाइप है यह एक छोर पर खुला पाइप है अप्रगामी तरंग के लिए स्थायी अवस्था हल में इन boundary conditions को लिखने का प्रयास करें और जो आप बारहवीं से जानते हैं उससे सम्बद्ध करने का प्रयास करें तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आयगेन आवृत्तियों की गणना करें और जो आप बारहवीं कक्षा से जानते हैं उससे सम्बद्ध करें अब यह प्रश्न है तो क्या इसका अर्थ यह है कि मैं इस प्रश्न को उठाता हूँ कि क्या आयगेन आवृत्तियों और संगत आयगेन फलनों का अस्तित्व है अर्थात कि एक डोरी चूंकि मैं डोरी के उदाहरण ले रहा हूँ मैं सिर्फ डोरी पर टिके रहूँगा जो किसी अन्य shape आकार के साथ vibrate कंपन नहीं कर सकती और इसका उत्तर है नहीं यह किसी अन्य आकार के साथ कंपन कर सकती है उदाहरण के लिए यदि मेरे पास यह डोरी है और मैं शुरू में इसे इस तरह से disturb करता हूँ तो मैं एक त्रिकोण बना रहा हूँ और इसे छोड़ देता हूँ तो आयगेन boundary condition अभी भी संतुष्ट है कि x00 yxL0 और मैं सिर्फ एक त्रिकोण बनाता हूँ और इसे छोड़ देता हूँ और यह कंपन करता है मैं इसका वर्णन कैसे करूं तो अब मैं इसे केवल यह बताता हूँ कि डोरी के किसी भी सामान्य विस्थापन को आयगेन फलनों के terms पदों में विस्तारित किया जा सकता है यह फूरियर विस्तार जैसा है जो हमने पहले किया था तो यदि मेरे पास त्रिकोणीय आकार या कोई अन्य आकार था तो मान लें कि f मैं इसे nCnsin nπLx के रूप में लिख सकता हूँ जहां sin nπLx हमने देखा कि आयगेन फलन हैं और इसलिए fxt nCnsin nπLx होने जा रहा है और संगत समय निर्भरता sinnt है तो मूल आवृत्तियों के इन सभी संयोजनों द्वारा सामान्य समय निर्भरता दी जाएगी तो इसकी एक सामान्य समय निर्भरता हो सकती है और यह समय पर निर्भरता के साथ किसी भी अन्य आकार को इस तरह से कंपन कर सकता है तो मैंने इस व्याख्यान में जो परिचय दिया है वह स्थायी अवस्थाओं के संबंध में आयगेन फलनों आयगेन आवृत्तियों आयगेन मानों का विचार है जब हम श्रोडिंगर समीकरण के स्थायी अवस्था हलों का वर्णन करते हैं तो यह उपयोगी होना चाहिए